बेबिल की मीनार की तस्वीर के साथ आपका पुनः स्वागत है मैं सोचता हूं इंसानी मन् ने स्वत ही इस बेबिल की मीनार की कहानी बनाई है क्योंकि अलग अलग संरचनाएं अलग अलग जटिलताएं भूगोल और मस्तिष्क का इतिहास ऐसा करते हुए लगता है संवाद करने के तरीके को पता करने का यह एक समझदारी पूर्ण तरीका है जबकि रसायनों द्वारा विद्युतीय गतिविधि द्वारा और इस एकल न्यूरॉन के द्वारा संकेतों का विद्युतीय रसायनिक संचार करने की क्रिया का मस्तिष्क द्वारा कोशिकीय संगठन भी किया गया है जो कुछ भी जहां पर भी स्थित है वह हमेशा एक साथ मिल सकते हैं और इस तरह से यह विस्तृत नेटवर्क तैयार हो जाता है अब हमें यह देखना चाहिए कि यह इसके बारे में और अधिक क्या बता सकता है अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे और इस शब्द को पढ़ने की कोशिश करेंगे और अगर आप उनमें से कुछ शब्द पढ़ पा रहे हैं जैसे प्रेम स्वतंत्रता जुनून रचनात्मकता रणनीतिक नियंत्रण बाय विश्लेषणात्मक मस्तिष्क दाहिना अंतर्ज्ञान से संबंधित मस्तिष्क और जो कुछ भी हम समझ पाए हैं परंतु इन बहुत सारी क्रियाओं का सृजन इन नेटवर्क और संगठनों द्वारा हुआ है यह बहुत ही मजेदार है क्योंकि यह तो सिर्फ एक उदाहरण है मस्तिष्क का नेटवर्क कैसा है इस विषय पर वास्तव में न्यूरोसाइंस रिसर्च रोग यह भी पुनः अनुभूति से जुड़े हुए हैं अनुभूति अल्जाइमर डिजीज का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें भी मनुष्य के बारे में सोचते हैं इसी तरह अगर आप कोई हथियार बनाना चाहते हैं तो भी मनुष्य के बारे में सोचते हैं अगर आप कोई जरूरत की चीज बनाते हैं तो वह भी आप मनुष्य के बारे में सोचते हैं हमारे मस्तिष्क ने इस मन के सिद्धांत का विकास किया है कि दूसरे क्या सोचते हैं हमारा मस्तिष्क वही करता है जो हम सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं हम वही सोचते हैं जो हमने अपने मस्तिष्क में धसा रखा है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं तो बहुत कुछ जो हम स्वयं के बारे में सोचते हैं वह दूसरों के द्वारा निर्मित होता है इसलिए हम अलग नहीं रहते हैं अगर हम यह कहें कि यह मैं हूं यह मेरा है तो यह केवल आप ही नहीं है इसके अंदर आपके दोस्तों के द्वारा दिए गए बहुत सारे इनपुट भी शामिल है आपके माता पिता के द्वारा आपके धर्म के द्वारा और वह सब कुछ जो भी कुछ आपके अंदर जा रहा है उसके द्वारा भी शामिल है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न हूं जो कुछ भी दर्शन या दूसरे लोगों के द्वारा वाद विवाद में कही गई बातें होती हैं उनका हम पर प्रभाव पड़ता है और हमारा मस्तिष्क कभी एकांतवास में कार्य नहीं करता है तो आपने देखा होगा की पार्किंसन डिजीज कहां गया जिसमें मस्तिष्क के नेटवर्क सिद्धांत के बारे में बताया गया है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और यह इंटरनेट पर बहुतायत में उपलब्ध है इसके लिए एक ई बुक संगीत पहुंचते हैं और यह सारे नेटवर्क के प्रकार देखने की चीज से जुड़े होते हैं पूरे विज्ञान में इसे समझने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा प्रश्न नहीं है कि विकास यात्रा के दौरान क्या घटनाएं घटी जिसके द्वारा मस्तिष्क विशेष तरह की चालबाजी से कार्य करता है और यह सब उसके कार्य योजना की चीजें हैं तो सामान्य कार्य योजना की चीजों में मस्तिष्क ने रास्ता निकाल लिया है जहां पर यह सारी चीजें संभव हो रही है और इसे मानसिक एकीकरण का अनुभव करने की कोशिश कर रहा है तो यह अभी भी एक बड़ा प्रश्न है या अंत में मैं इसके बारे में आपसे एक बड़ा प्रश्न पूछूंगा क्या आप इसे जानते हैं आप इस पुरानी चीज को जानते हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं यह फिर से अलग अलग तरह के 50 न्यूरॉन है उनमें से कुछ विजुअल होती हैं यह सब यांत्रिकी या उस्मा संबंधित अर्थात थर्मल होती हैं जो कि ऊष्मा पर आधारित होती हैं और यह सब मिलकर विद्युत चुंबकीय अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाती हैं तो अपने आप को इस तरह से विकसित करने के लिए मस्तिष्क बहुत ही समझदार है यह फोटोन का समय है तो यह रिफ्लेक्स एक्शन चेतना के स्तर पर नहीं जाता है जब इसके बारे में बात होगी तो हम इस पर चर्चा अवश्य करेंगे तो जब कोई आपको मुक्का दिखाता है तो आप भी उसे घूंसा मारने का निर्णय करते हैं तो यह संभव है यह ऊर्जा जो इसमें जा रही है रासायनिक विद्युतीय परिवर्तन से होकर गुजरे और निर्णायक तौर पर यह विद्युत ऊर्जा फिर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और यह ऊर्जा का चक्र समाप्त होता है या इस को स्पर्श करने पर ऊष्मा अंदर जाती है और विद्युतीय क्रिया में परिवर्तित हो कर रासायनिक क्रिया में चली जाती है और वापस विद्युत ऊर्जा में और आपका हाथ वापिस से धक्का देता है और इस तरह यह चक्र पूर्ण होता है अगर विस्तार रूप से ऊर्जा के स्थानांतरण को देखें की जब आप गति नहीं करते हैं और अचानक सोचते हैं तो कैसे यह विद्युतीय क्रिया विचारों में परिवर्तित हो जाती है तो जब आप डरे हुए होते हैं तब कैसे यह विद्युतीय क्रिया भावनाओं में परिवर्तित हो जाती है उस वक्त ऐसा क्या है जो स्थानांतरित होता है और इस वक्त मस्तिष्क के लिए यह सबसे बड़ा प्रश्न है और एक दार्शनिक डेविड चालमरस ने चेतना की ऊष्मा समस्या को इंगित किया और हम इसके बारे में तब बात करेंगे जब हम चेतना के बारे में चर्चा करेंगे तो यह तो हम जानते हैं कि वह अंतर ग्रंथन अर्थात साएनेप्स से जुड़े होते हैं उत्तेजनात्मक निरोधात्मक संबंध ही आधारभूत अंतर ग्रंथन है तो यह आदर्श तरह के न्यूरॉन का सरलीकरण है जोकि कृतिम न्यूरल नेटवर्क कृतिम है पर उन्हें प्रदान किया गया है और यही वह जगह है जहां पर महत्व स्थित है तो उन्होंने मस्तिष्क जैसी एक संरचना को बनाने की शुरुआत की उनके कार्य में हमको कुछ हद तक यह समझने में मदद की कि मस्तिष्क कैसे कार्य करता है मैं फिर से कह रहा हूं की वह सब वास्तविक नहीं है तकनीकी की सफलता का यह मतलब हमेशा नहीं होता है की कार्य मूल रूप से सूक्ष्म तम परिवर्तनशीलता के नीचे हो सकता है तो यह पूर्ण रूप से आदर्शवादी चीज यह लाल रंग की है जोकि निरोधात्मक है और यह उत्तेजातमक है और यह पूरा परिणाम जैसा कि हमने आदि क्षेत्र की चीज के लिए पिट्स न्यूरॉन मैं देखा था न्यूरल नेटवर्क के साथ कार्य करने वाली 6 कल्पनाओं को उन्होंने क्रिया को एकीकृत और प्रज्वलित करने के लिए उपयोग किया उन्होंने ई पी एस पी ने कहा है तो ऐसा है कि यह एक न्यूरॉन है यह एक रिसेप्टर है और इन दोनों का एकीकरण है यहां आंतरिक प्रज्वलन लगातार हो रहा है संस्कृतिकरण हो रहा है और निर्णय भी हो रहा है तो जो कुछ भी आता है तो एकीकरण और प्रज्वलन एक साथ मिल कर करते हैं यह एकीकरण मिलकर सब परिणाम देता है अब यह प्रज्वलन या तो उत्तेजनात्मक होंगे या निरोधात्मक होंगे हम ईपी उत्पन्न हो यह उच्च केंद्र जैसा कुछ है जिसका अर्थ है अगर आप लगातार सूचनाएं देते रहेंगे को सभी उत्तेजना है आपस में संगठित हो जाएंगी जब तक की बाहरी दुनिया से आपको वह परिचित ना करा दे और इस बाहरी दुनिया से आपका परिचय फीडबैक के रूप में आपके मस्तिष्क में ना हो जाए और वापस से आप उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से आप ने इसे देखना शुरू किया था आप कुछ देख रहे हैं क्या आप वास्तव में पहले स्थान पर कुछ देख रहे हैं जो भी हो रहा है यह वह प्रकाश है जो आपकी आंखों में जा रहा है या वह शब्द है जो आपके साथ रहे हैं और यह इलेक्ट्रोकेमिकल संकेतों में परिवर्तित हो जाता है तो क्या आप भ्रमित हो गए हैं यह वास्तव में न्यूरोसाइंस की एक अवस्था है यहां पर हम कुछ भी नहीं समझ पाते अब एक कल्पना कीजिए एक संरचना है बिल्कुल इसके जैसी और कुछ दूसरी जी मान लीजिए उसे आप एक्स कहते हैं अब यह एक्स आपके हस्तांतरित करना है यह यहां से जाएगा इधर से जाएगा और यहां से भी जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल क्रियाएं हैं और हर बिंदु पर सूचना का यह आंकड़ा हजारों न्यूरॉन्स तक जाता है फिर से मस्तिष्क के अंदर यह सारी चीजें संगठित होती हैं और वह वस्तु एक्स को बनाती है जिस पर अभ्यांतर नक्शा भी कार्य करता है तो जो कुछ आप देख रहे हैं वह केवल बाहरी एक्स मे बनाते हैं अब यदि वह समान हैं तो यह बहुत ही उत्तम है परंतु अगर वह समान नहीं है संपूर्ण मस्तिष्क उत्तर जीवन के लिए हमेशा उसी छवि को लेना पसंद करेगा जो सीधे बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई हो मान लीजिए एक शेर का चेहरा है जो आपके दिमाग में आता है तो कई तरह के प्रज्ज्वलन की शुरुआत हो जाएगी आपका मस्तिष्क शेर की धुंधली तस्वीर को पुनर्निर्माण करेगा परंतु आपकी अभ्यांतर कल्पना उस छवि ने भी आपकी महिला मित्र के चेहरे की छवि को देखेगी मस्तिष्क हमेशा बाहरी छवि को देखने का प्रयास करेगा क्योंकि इस वक्त के अनुसार यही एक भय है और यह दब जाएगा इस चीज को आप विपरीत तरह से भी सोच सकते हैं की यह आपके जीवनसाथी का चेहरा है और वह एक शेर की तरह दिख रहा है जो कभी भी खा सकता है उसके बावजूद भी मस्तिष्क इसको प्रधानता देगा परंतु इस तरह की सूचनाएं गलत हो सकती हैं तो अभ्यांतर छवि को कुछ केंद्र द्वारा दबा दिया जाता है परंतु जब विभ्रम की स्थिति होती है तो यह गलत भी हो सकता है विक्रम एक तरीके अनुभूति है जो बिना किसी बाहरी उत्तेजना के होती है तो यह पूरी की इसी तरह से जाएगी क्योंकि मस्तिष्क हमारी अभ्यांतर कल्पना ऊपर विश्वास करना शुरू कर देता है और तब आप यह कहना शुरू कर देते हैं कि आप वास्तविकता से संपर्क खो रहे हैं हम लोग वास्तविकता के संपर्क में रहते हैं क्योंकि हम बाहरी उत्तेजनाओं के संपर्क में रहते हैं विभ्रम की स्थिति में हम वास्तविकता से संपर्क खो देते हैं क्योंकि अभ्यांतर कल्पना की क्षमता एक बाहरी आवरण बना देती है या आवश्यक तीव्रता के आगे निकल जाती है तो प्रतिक्षण हर घटना में बहुत सारे निवेश होते रहते हैं तो क्या हो जाता है कुछ भी हो रहा है क्या मस्तिष्क उनके नक्शे बनाना जारी रखता है यह नक्शे दर्द के नक्शों की तरह समान होते हैं स्पर्श के नक्शों की तरह आपको याद होगा जो पैराइटल लोब कि वह चीज आपका चेहरा उन सब नक्शा का प्रतिनिधित्व करता है चेहरे से जो नक्शे आ रहे हैं एकदम मिलते हैं और जो नक्शे विजुअल मैप्स से ऑडिटरी मैप्स से टोनो टॉपिक मैप्स से आ रहे हैं तो यह सब परत दर परत न्यूरल नेटवर्क है उसके बाद एक परत होती है जो यह सोचा जाता है कि वह पर भावनाओं से संबंधित है उसका प्रयोगात्मक मानचित्रण होता है और इस तरह से जटिलताएं बढ़ती चली जाती है और यही सब डॉक्टर हैब ने कहा है तो उन्होंने संगठित प्रज्वलन पर कार्य किया है उत्तेजनात्मक निरोधात्मक न्यूरल नेटवर्क और हेबियन कोशिका संगठन प्रिसिनेप्टिक बल और प्रिंसिनेप्टिक प्रज्वलन एक साथ क्षणिक प्रस्तुति में कुछ आता है तो यह प्रज्वलित होता है और यहां चला जाता है अब अगर यह पुनः प्रज्वलन की प्रक्रिया ना हो तो यहां क्षणिक वस्तु होती जो आती और जाती और आप उसको याद नहीं रखते तो जब प्रिसिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक बार बार एक साथ प्रज्वलित होते हैं तो यह स्थिर और देर तक रहने वाले संबंध में स्थानांतरित हो जाता है तो यह बार बार होने वाली अभ्यांतर प्रजनन प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है मान लीजिए कुछ यहां पर उत्तेजित कर रहा है कुछ कोशिका है और पोस्ट सिनेप्टिक दीप प्रज्वलन कर रहा है पर आप उसकी चिंता ना करें अगर यह बार बार हो रहा है तो इसी तरह से भय्या आशंका की उत्पत्ति होती है किस तरह से भय अंदर आता है या कभी कभी पुनरावृति की भी आवश्यकता नहीं रहती है प्राकृतिक आपदाओं के साथ जैसे भूकंप आना और अगर आप बहुत अधिक भावनात्मक तनाव से थोड़े के समय में ही एकदम से बेनकाब हो जाते हैं तो यह अंतर ग्रंथन को एक ही बार में बदल देगा यह इतना अधिक शक्तिशाली है कि अगर कोई अशांति उत्पन्न होती है तो यह उसे भी संरक्षित कर लेता है यह तभी होता है जब जीवित रहने के लिए बहुत बड़ी घर की स्थिति हो जैसा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय होता है बहुत सारे लोग उसके बाद भी शायद यह बीमारी का मूल कारण है और इसे अभीघात के बाद का तनाव विकार कहते हैं एक भूकंप आता है और महीनों तक लोगों को सपने में उससे संबंधित विचार दिखाई देते हैं और अभी तक मैंने निद्रा के बारे में बात करना शुरू नहीं किया है अभी तक वर्तमान में हम लोगों ने जो बात की है वह प्रज्वलन की बात की है और प्रज्वलन के पुनरावृति की बात की है यह शॉर्ट टर्म मेमोरी और प्रिसाइनेप्टिक में संबंध स्थापित करता है कैसे यह शॉर्ट टर्म मेमोरी वास्तव में लोंग टर्म संबंध बनाती है यह एक मन की अलग अवस्था है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे यह बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा आप यहां देख रहे हैं कि सब्जी नक्शे आपस में एक दूसरे में मिल रहे हैं किसी बड़ी सारणी की तरह तंत्रिका तंत्र अक्सर न्यूरॉन्स की पर तो का प्रयोग करता है यह बस एक उदाहरण है यह दर्शन संबंधी चीज का क्षेत्र है V1 V2 मीडियल टेंपोरल अगर आप याद करेंगे तो यह क्या है आपको ध्यान आएगा तो यह एक प्रकार का लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है इसे देखिए यह एक तरीके का सूचना भंडार है जो V1 में जाता है और यह बृहद डाटा घट जाता है और फिर से दो मार्गो के संपर्क की तरह कार्य करने लगता है यह बहुत ही दुर्लभ है कि मस्तिष्क के यातायात को पता करा जा सके क्योंकि वह दो मार्ग का यातायात नहीं होता है अगर आप एक मार्ग का यातायात बनाते हैं तो भी आप देख सकते हैं परंतु जब आप यह देखने की कोशिश करते हैं और ऐसा करते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिपुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए यह उच्च कॉर्टेक्स है जो यह सब देख रहा है और हमेशा मूल दर्शन कॉर्टेक्स की प्रतिपुष्टि करता है जहां से की उत्तेजना आ रही है या आंखों की प्रतिपुष्टि करता है हम वास्तव में यह नहीं जानते हैं तो अगर आपको याद हो कि पैराइटल लोब करना

तो प्राथमिक संवेदनात्मक क्षेत्र यहां है और सारी चीज यही आती है और एक चीज जिसे क्रि मोटर रोस्टरल प्री फ्रंटल कहते हैं इसका अर्थ है सामने से अगर आपकी सारी संवेदनाएं चली जाए आपका मस्तिष्क संवेदना ऊपर आधारित है सभी संवेदनाएं चली जाएंगी क्योंकि इसको यह तय करना है कि आपको आगे बढ़ना है आपको कुछ करना है या आप कुछ नहीं करना चाहते हैं अब आप इस सारे नेटवर्क के नाटक को जोड़ सकते हैं नक्शे सब कुछ इस मस्तिष्क की नोक और ताल पर हो रहा है अब वापिस दोलन पर आ जाइए जहां पर मैंने आपको बताया था की इन सबसे पर यह नोके होती है यह नोके इन उत्तेजित प्रतिरूप के ऊपर हावी होती हैं और संगठित होने के लिए हर नई सूचना और स्मृति को पहले से ही उत्तेजित अवस्था में होना होता है तो नोक और ताल यह दो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपने इस नेकर्स क्यूब को देखा होगा तो मैंने आपको अस्पष्टता के बारे में बताया था मस्तिष्क किसी भी तरह की अस्पष्टता नहीं चाहता है तो स्पष्ट चित्र एक विचार करने योग्य बिंदु है जिस पर मस्तिष्क को यह निर्णय लेना होता है कि ग्रहण होते सेंसरी संकेतों का कैसे अर्थ निकालें तो वाद विवाद का विषय यह है कि मस्तिष्क कि अपनी खुद की मर्जी होती है या मस्तिष्क में कुछ चेतना भी होती है जो कुछ भी होता हो यह एक दार्शनिक चर्चा है और यह अलग है परंतु क्या उनमें अपनी मर्जी या अपना इरादा होता है क्योंकि और ध्यान का निर्णय करते हैं हो सकता है यह मर्जी आजाद हो यह मर्जी कुछ है कि नहीं यह एक अलग मुद्दा है और जब हम चेतना के विषय में बात करेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे सूचना के प्रवाह में कुछ पसंदीदा बिंदु है यहां तक कि इन नेटवर्क्स के बीच में एक और दो के बीच में हमेशा कुछ पसंद के बिंदु होते हैं और इन पसंद बिंदुओं का निर्धारण मस्तिष्क के अचेतन प्रज्वलन के द्वारा होता है या क्या कोई चेतना से संबंधित विकल्प होता है यह एक लाखों डॉलर का प्रश्न है और अभी तक इसका उत्तर पता नहीं है मैं यह चुन्नी की कोशिश करूंगा कि क्या यह फूलदान है यह चेहरे हैं या मैं इनको सुन रहा हूं या मैं इनको ऐसे ही देख रहा हूं या मैं इसको किसी और तरीके से देख रहा हूं जब लाल रंग सामने आता है तो यह सब हैब ने कहा है इसलिए अब यह प्रश्न है कि अगर हम पीछे जाएं और मस्तिष्क जब बना था उस के बारे में सोचें जब एक साधारण सा तंत्रिका तंत्र ने धारण किए रखा और इसे ही योग्यतम का बचे रहना अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया एल्डरमैन के सिद्धांत को लेकर आए इसके अनुसार अगर मस्तिष्क में किसी चीज के लिए एक बार किसी तरह से कोई प्रतिक्रिया दे दी और यह उसके जीवित रहने में मददगार साबित हुई तो मस्तिष्क इसकी पुनरावृत्ति करता है और आप हमेशा इसे खुशी और पीड़ा के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं और इसे पुरस्कार और सजा के सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं मस्तिष्क में कुछ क्षेत्र होते हैं कि जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो आप में खुशी की भावनाओं को भर देते हैं इस कारण आपको सब चीजें दोबारा से करते हैं और अगर आपके साथ पीड़ा दाई भावनाएं जुड़ी हुई है या नकारात्मक कीजिए जुड़ी हुई है तो आप उसको दोबारा नहीं करते हैं तो अगर हमेशा लोगों में कभी भी किसी चीज का नशा होते हुए देखें तो हमेशा उनको उससे बाहर निकाल लेना चाहिए आप उनसे कह सकते हैं कि यह बुरी चीज है और बुरा मस्तिष्क आपको इसे करने के लिए प्रेरित कर रहा है और हो सकता है कियह अनुकूल करने के लिए ऐसा कर रहा हो अनुकूलन मतलब वातावरण में इस न्यूरॉन को इस तरह से बार बार और कई बार प्रशिक्षित कर दिया है कि वह आसानी से हो रहा है तो यह मस्तिष्क में किसी व्यवहार के लिए संकेती करण हो गया है यह दखलअंदाजी भी अन्य माध्यमों से आ सकती है यह लाल रंग की चीज पुनः बाई और प्रज्वलन करना शुरू कर देगी और यही संकेती करण है जो अब हो रहा है दखल अंदाजी अब चली जाएगी और इसकी प्रतिध्वनि होती रहेगी तथा प्रज्वलन बार बार और अंत में सारी चीज बहुत अधिक बढ़ जाएगी और यही न्यूरल डार्विनिज्म है न्यूरल सक्रियता के लिए संकेती कर्ण की अवस्थाएं प्रतिरूप जब तक गतिशील अंतर ग्रंथन क्रिया स्थाई रूप से संपर्क के लिए अनुमति दे देता है और उसे मजबूत कर देता है तथा वह व्यतीत हो जाता है यह एक हमेशा सहजीवी प्रक्रिया है मस्तिष्क में बड़ी संख्या में अनुपात के समुच्चय उपस्थित होते हैं तो मस्तिष्क वास्तव में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप संकेतों को संभालते हैं आप इसे रूपक भी कह सकते हैं रूपक जो संकेतों को प्रसंस्कृत करते हैं यह एक पेन है और कोई इसे गधा कहना शुरू कर दे तो आप भी क्या गधा कहना शुरू कर देंगे इस शब्द पेन की संगति इस वस्तु पेन के साथ है यह एक प्रकार की चीज है आप वस्तुओं को उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर देखते हैं उनके संबंध और गुणों के आधार पर देखते हैं गुलाब एक फूल है इसकी खुशबू अच्छी होती है यह इसका एक गुण है और यही गुलाब का प्रतिनिधित्व इसकी रंगीन पंखुड़ियां करती है पर इसके पीछे एक छुपी हुई चीज और है और वह है भावनाएं तो यह एक छोटी सी वस्तु से बताया गया है जिस के गुण प्रतिनिधित्व सब कुछ उबालकर इस मस्तिष्क के सांकेतिक प्रतिनिधित्व में आ जाता है सारांश यह है कि कैसे तंत्रिकाओं की कोशिकाएं आपस में जोड़कर जटिल संख्यात्मक कार्य करती हैं वह सभी आधारभूत निर्माण खंडों का निर्माण करती हैं परंतु कुछ काम करने की धारणाओं को हम जानते हैं और अभी हमें बहुत सारे सवालों का जवाब देना है हम इसे देखेंगे और दूसरे व्याख्यान में अन्वेषण करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्नों और बहुत कम उत्तर हो मैं आप पर प्रश्न छोड़ता हूं ताकि आप अगले 50 100 वर्षों तक शोध कर सकें परंतु मैं आशा करता हूं कि आपको यह अंदाजा तो हो गया होगा कि नेटवर्क कैसे बनते हैं और धन्यवाद मैं आपको पुनः अगले व्याख्यान में मिलूंगा